इसलिए इस सप्ताह में आपका स्वागत है हम इंटरकनेक्टिंग मॉडलिंग पर व्याख्यान के साथ शुरू करते हैं मुझे यह समझाने की कोशिश करने दे कि इंटरकनेक्टिंग मॉडल क्या है अब हमने भौतिक डिजाइन में देखा है जब हम सर्किट का लेआउट बनाते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें मूल सक्रिय घटक होते हैं जैसे ट्रांजिस्टर गेट जो ट्रांजिस्टर और उनके इंटरकनेक्शन्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं अब इंटरकनेक्ट मॉडलिंग इसका क्या मतलब है कि जब सिलिकॉन फ्लोर पर 2 बिंदुओं के बीच कुछ तारों या इंटरकनेक्शन्स को चलाया जाता है तो उन इंटरकनेक्शन्स के गुण क्या हैं इसलिए मुख्य रूप से हम उन गुणों को 2 कोणों से देख रहे हैं एक रजिस्टिव गुण होगा और दूसरा कैपेसिटिव गुण होगा अब इन तारों के रजिस्टिव और कैपेसिटिव गुणों को समझना या विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो सकता है कि बाद में किस प्रकार की डिले विशेषताओं और नॉइस कपलिंग को देखा जाएगा इस तरह की विशेषताओं को उस इंटरकनेक्शन लाइन के साथ शामिल किया जा सकता है तो लाइनों के आकार के बारे में बहुत सारे मुद्दे हैं क्या लाइनें संकीर्ण होनी चाहिए क्या यह व्यापक होनी चाहिए या यह किसी अन्य प्रकार की होनी चाहिए इसलिए यह इंटरकनेक्शन मॉडलिंग हम मूल रूप से इन मुद्दों में देख रहे हैं तो यही मैं कहना चाह रहा था तो एक आधुनिक वीएलएसआई चिप में निश्चित रूप से ट्रांजिस्टर होते हैं लेकिन चिप एरिया का एक बहुत अच्छा प्रतिशत तथाकथित इंटरकनेक्ट्स द्वारा हावी है आजकल ट्रांजिस्टर बहुत छोटे हो गए हैं और इंटरकनेक्शन जिस तरह से हम अपने कार्यात्मक सर्किट बनाने के लिए ट्रांजिस्टर कनेक्ट करना चाहते हैं वे चिप एरिया के संदर्भ में और डिले के संदर्भ में भी हावी हो जाते हैं यह हमने उल्लेख किया है अब एक लेआउट का प्रतिनिधित्व करने के कई तरीके हैं इसलिए यहाँ मैंने स्टिक आरेख शब्द का उपयोग किया है इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं हम बाद में फिर से इस पर वापस आएंगे तो मैं एक उदाहरण के साथ यह समझाने की कोशिश करता हूं हम एक CMOS NOT गेट का उदाहरण लेते हैं तो एक CMOS NOTगेट के इस योजनाबद्ध आरेख इस तरह दिखेगा 2 ट्रांजिस्टर होंगे यह P प्रकार होगा यह N प्रकार होगा ये इनपुट A हैं और यह आउटपुट f होगा और यह आपकी बिजली आपूर्ति VDD होगी और यह ग्राउंड है अब हम इस CMOS NOT गेट के लेआउट को देख रहे हैं निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा था हम बाद में लेआउट पहलुओं में आएंगे लेकिन लेआउट कैसे दिखता है इस संबंध में मैं आपको केवल एक योजनाबद्ध पक्ष दिखा रहा हूं आप ऐसा देखते हैं इन 2 ट्रांजिस्टरों के लिए P प्रकार और N प्रकार हम कहते हैं कि यदि यह आपका ड्रेन है तो यह आपका स्रोत होगा आप केवल सम्मेलन के साथ उलट सकते हैं यदि यह ड्रेन है तो यह स्रोत है तो एक ट्रांजिस्टर का यह स्रोत यह दूसरे ट्रांजिस्टर की ड्रेन से जुड़ा हुआ है और यह चैनल डिफ्यूजन लेयर पर बनता है अब आम तौर पर एक कलर कोडिंग होती है हम बाद में कलर कोडिंग के लिए देख रहे होंगे लेकिन मैं आपको बता दूं इसलिए यह कुछ इस तरह दिखता है यह पुल अप और पुल डाउन ट्रांजिस्टर के लिए स्रोत डिफ्यूजन लेयर की ड्रेन है हम आमतौर पर इसे एक अलग रंग के द्वारा दिखाते है इसलिए मुझे यह दिखाने दें कि यह डॉटेड है आमतौर पर यह भूरे रंग में दिखाया गया है और इस स्रोत और ड्रेन को जोड़ना होगा इसलिए एक संपर्क कनेक्शन होना चाहिए यह आमतौर पर एक बड़े X तरह के नोटेशन द्वारा दर्शाया जाता है जो यह दर्शाता है कि हमारे पास एक संपर्क है तो ये 2 डिफ्यूजन एरिया हैं यह P प्रकार ट्रांजिस्टर के लिए है यह N प्रकार के ट्रांजिस्टर के लिए और शीर्ष V DD पर है और नीचे की तरफ ग्राउंड लाइन चल रही है इसलिए VDD और ग्राउंड लाइन्स को फिर से एक और रंग द्वारा दर्शाया जाता है हम कहते हैं कि यह आपकी VDD मेटल लाइन है यह आपकी ग्राउंड लाइन है और फिर से इन प्रसार एरिया ों को इन VDD ग्राउंड से जोड़ा जाना है इसलिए यहां एक और कनेक्शन है और यहां एक और यहां एक कनेक्शन है और यह इस आउटपुट को यहां से लेना होगा तो यह वह बिंदु है जहां 2 स्रोत और ड्रैन्स जुड़ रही हैं इसलिए यहां से आपको आउटपुट लेना होगा और यह आउटपुट अलग अलग लेयर्स पर लिया जा सकता है मान लीजिए कि हम इसे धातु पर ले जा रहे हैं तो नीला धातु के लिए कन्वेंशन है इसलिए यहां मुझे आउटपुट f मिलता है अब इनपुट्स के बारे में मतलब है इन 2 ट्रांजिस्टर के गेट्स से इनपुट को जोड़ा जाना है इसे इस तरह दर्शाया गया है फिर से एक और अलग रंग कन्वेंशन का उपयोग करना लाल इसलिए यह आपके A का प्रतिनिधित्व करेगा तो यह है कि इस CMOS इन्वर्टर का लेआउट कैसा दिखेगा अब इन अलग अलग खंडों की चौड़ाई जो मैंने दिखाई है ये आपस में इंटरकनेक्टस कर रहे हैं ये लाइनें या तार हैं आप कुछ प्रकार के तारों को कह सकते हैं क्योंकि वे कुछ सिगनल्स को भी ले जाएंगे कुछ तार धातु की परत के भी होते हैं नीले रंग के धातु होते हैं लाल रंग के पॉलीसिलिकॉन होते हैं जो गेट बनाते हैं और हरे और डॉटेड रेजियन्स तथाकथित डिफ्यूजन रेजियन्स regions होते हैं अब यह है इस तरह के एक नोटेशन या इस तरह के एक आरेख को कभी कभी योजनाबद्ध कहा जाता है या हम कभी कभी एक प्रतीकात्मक लेआउट के रूप में भी संदर्भित करते हैं लेकिन आमतौर पर प्रतीकात्मक का अर्थ है कि हमारे प्रत्येक रेजियन्स को एक रंग या अलग छाया द्वारा दर्शाया जाता है अब अगला प्रश्न यह है कि यदि हम पहले से ही जानते हैं कि इन रेखाओं की चौड़ाई और पृथक्करण कितना होना चाहिए तो हमें इस तरह के विस्तृत आरेख बनाने की आवश्यकता नहीं है हम बस एक ही लाइन द्वारा प्रत्येक रेजियन्स का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं तो अब आरेख कुछ इस तरह दिखेगा इसलिए मैं उसी रंग कन्वेंशन का उपयोग कर रहा हूं जो यहां उपयोग किया जाता है और लाल रंग के साथ इस तरह का एक कनेक्शन होगा और इस संपर्क के बारे में मैं उन्हें छोटे इस x नोटेशन द्वारा प्रदर्शित करता हूं यह एक समकक्ष लेआउट है और इसे स्टिक आरेख कहा जाता है इसे स्टिक आरेख कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक पंक्ति को 0 चौड़ाई की एक पंक्ति द्वारा दर्शाया जाता है जिसे आप कह सकते हैं तो यह एक स्टिक की तरह है लेकिन आप जानते हैं कि नीले धातु के लिए खड़ा है इसलिए जब मैं इस तरह से एक रेखा खींचता हूं तो यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि इस रेखा की न्यूनतम चौड़ाई क्या होनी चाहिए हम बाद में इन मुद्दों पर आएंगे ये न्यूनतम चौड़ाई और सिपरेशन नियम यदि एक पॉलीसिलिकॉन रेखा और धातु रेखा एक दूसरे के समानांतर चल रही है तो उनके बीच न्यूनतम सिपरेशन क्या होना चाहिए ये नियम पहले से ही ज्ञात हैं इसलिए एक बार जब मैंने स्टिक आरेख खींच लिया है तो यह सीधे इस लेआउट में स्टिक आरेख को बदलने के लिए है इसलिए आमतौर पर जब कोई डिज़ाइनर एक लेआउट बनाता है तो आमतौर पर वह स्टिक आरेख होता है जिसे बनाया जाता है इसलिए हम वापस आते हैं इसलिए स्टिक आरेख में जैसा कि मैंने कहा है इसलिए हम जो रेखा खींचते हैं वे सेट साइज़ होते हैं सेट साइज़ का मतलब चौड़ाई है मेरा मतलब चौड़ाई और अलगाव भी है तारों की कई परतें होती हैं क्योंकि तारों का धातु पर होना आवश्यक नहीं है जैसे कि इस आरेख में आप देख सकते हैं कि कुछ तार धातु पर हैं कुछ डिफ्यूजन पर हैं और कुछ पॉलीसिलिकॉन पर हैं इसलिए हम उन्हें अलग अलग रंग कन्वेंशन द्वारा दर्शाते हैं और ट्रांजिस्टर इनमें से कुछ तारों के नीचे मौजूद हैं जैसे कि कन्वेंशन यह है कि जहाँ भी पॉलीसिलिकॉन और डिफ्यूज़न लाइन क्रॉस होती है वहाँ एक क्रॉस यहाँ होता है और यहाँ एक और क्रॉस होता है तो एक ट्रांजिस्टर बनता है इसलिए मैं इसे एक सर्कल के रूप में दिखा रहा हूं तो यहां एक ट्रांजिस्टर होगा यहां एक ट्रांजिस्टर होगा तो यह एक और कन्वेंशन है तो अपने स्टिक आरेख लेआउट में जहां भी आप पाते हैं कि एक पॉली सिलिकॉन और एक डिफ्यूज़न लाइन क्रॉस हो रही है यहां 2 ऑर्थोगोनल पारस्परिक रूप से लंब रेखाएं हैं इसलिए यहां एक ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर होगा तो आप आसानी से देख सकते हैं कि इस लेआउट का स्टिक आरेख यह वास्तव में ट्रांजिस्टर स्तर के आरेख या नेटलिस्ट से मेल खाता है जिसे मैंने बाईं ओर दाईं ओर दिखाया है अब मैंने कहा कि प्रौद्योगिकी स्केलिंग वाले तार संकरे होते जा रहे हैं मेरा मतलब है कि वे पतले होते जा रहे हैं और जैसे जैसे वे पतले होते जा रहे हैं रजिस्टेंसक और अन्य प्रभावों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है इसलिए इंटरकनेक्ट में डिले हम पहले ही RC डिले और अन्य चीजों के बारे में बात कर चुके हैं तो उन डिले से ऑपरेशन की गति निर्धारित होगी और निश्चित रूप से बिजली की खपत पर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अगर वहां 2 तार एक दूसरे के समानांतर चल रहे हैं अगर एक तार पर कुछ सिगनल ट्रांसमिशन होता है तो कैपेसिटिव प्रभाव हो सकता है अन्य और अन्य तार के लिए एक परिणामी सिगनल ट्रांसमिशन हो सकता है और जब भी कोई सिगनल ट्रांसमिशन होता है तो हम इसे बाद में फिर से देख पाएंगे जब हम बिजली के मुद्दों के बारे में बात करते हैं कि जब भी कोई सिगनल ट्रांसमिशन होता है तो कुछ गतिशील बिजली अपव्यय कार्य होता है और नॉइस भी होता है इसलिए नॉइस हो सकता है तो इसका मतलब सिर्फ उदाहरण है मैंने कहा था कि जब भी एक लाइन में इस सिग्नल में कुछ बदलाव होता है तो कुछ नॉइस कैपेसिटिव रूप से किसी अन्य लाइन पर मिल सकता है और बस नॉइस के प्रभाव को कम करने या युग्मन के इस कैपेसिटिव को कम करने के लिए इसलिए जो कन्वेंशन का पालन किया जाता है वह वैकल्पिक परतें रूढ़िवादी रूप से चलती हैं देखें कि इसका क्या मतलब है कि जब मैं एक चिप का लेआउट बनाता हूं तो कई परतें होती हैं जो निर्माण होती हैं सबसे पहले सिलिकॉन के ऊपर हम डिफ्यूजन बनाते हैं फिर पॉलीसिलिकॉन फिर धातु की कई परतें अब लगातार 2 परतों में कैपेसिटिव प्रभाव अधिकतम होगा क्योंकि यदि आगे है तो कैपेसिटेंस का मान कम होगा तो लगातार परतों में कपसिटंस या कैपेसिटिव प्रभाव अधिक होगा इसलिए कन्वेंशन के रूप में हम जो कहते हैं वह यह है कि यदि 2 तार 2 अलग अलग परतों पर चल रहे हैं तो उन्हें इस तरह एक दूसरे के लंबवत होने दें ताकि इन 2 तारों के बीच ओवरलैप का एरिया न्यूनतम हो और परिणामस्वरूप कैपेसिटिव प्रभाव भी कम से कम हो तो आप यहां देख सकते हैं कि इस लेआउट में हमने एक कन्वेंशन का अनुसरण किया है जैसे कि यह डिफ्यूजन और पॉलीसिलिकॉन परतें एक दूसरे के लंबवत चल रही हैं यह डिफ्यूजन और यह धातु वे एक दूसरे के लंबवत भी चल रहे हैं तो मोटे तौर पर यह एक कन्वेंशन है जिसे डिजाइनर अनुसरण करने की कोशिश करता है ताकि कैपेसिटिव प्रभाव कम से कम हो अब वायर ज्यामितीयों के बारे में बात करते हुए हम यहां आरेख का उल्लेख करते हैं जहां हम एक दूसरे के समानांतर चलने वाले 2 तारों को दिखाते हैं अब इन तारों को सिलिकॉन फ्लोर पर बिछाया गया है अब वास्तव में तार 0 मोटाई का नहीं हो सकता है एक परिमित मोटाई है इसलिए यह एक आयताकार जैसा होगा आप 3 डाइमेंशनल शेप कह सकते हैं जो तार के रूप में बनाया गया है तो इस शेप में से प्रत्येक की लंबाई l चौड़ाई w और मोटाई t होगी और 2 ऐसे तार जो एक दूसरे के समानांतर चल रहे होंगे उनमें सेपरेशन s होगा तो उसी परत पर हम कह रहे हैं कि एक तार की चौड़ाई s की है और दूसरी परत से अलग होने की है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो यहां एक तार चल रहा होगा इस तरह से एक और समानांतर तार चल सकता है इस तरह से एक और समानांतर तार चल सकता है इसलिए हम कह रहे हैं कि चौड़ाई w है और सेपरेशन s है तो इसी तरह यहाँ s होगा इसलिए इस w प्लस s को एक साथ लिया गया पिच कहा जाता है तो भौतिक क्या है आप पिच के निहितार्थ कह सकते हैं पिच का अर्थ किसी विशेष एरिया में या किसी विशेष लंबाई के भीतर आप कितनी रेखाएँ खींच सकते हैं तो इससे पहले कि हम दूसरा तार का लेआउट बिछाए हमारे पास वायर के लिए इस w प्लस s और सेपरेशन की जगह बची होनी चाहिए इसलिए अगर 10 ऐसे समानांतर तार हैं जिन्हें हमें लेआउट करना है तो आपको जो स्थान देना होगा वह कुल 10 w sहोगा तो यह पिच को संदर्भित करता है इसलिए पिच एक चीज है और इन तारों का एक और पहलू एस्पेक्ट रेशों कहलाता है इसलिए एस्पेक्ट रेशों मोटाई और चौड़ाई के संदर्भ में सापेक्ष ज्यामिति को प्रदर्शित करता है t बाय w को एस्पेक्ट रेशों के रूप में परिभाषित किया जाता है अब पुरानी प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों में इतना पहले जो आपके पास था कि तार बहुत संकीर्ण थे लेकिन वे बहुत व्यापक हैं वे ज्यामिति में बहुत व्यापक हैं लेकिन बहुत संकीर्ण हैं इसलिए t बाय w एस्पेक्ट रेशों बहुत छोटा था यह हमारे पास पहले से था लेकिन प्रौद्योगिकी स्केलिंग के साथ इसका मतलब है कि अब हमारे पास इन बुनियादी तारों और इन लेआउट के खंडों को बनाने के लिए अधिक सटीक तंत्र है तो अब तारों को बनाना संभव है जो उनकी चौड़ाई w के संदर्भ में बहुत पतले हैं तो डब्ल्यू नीचे चला गया है और आधुनिक प्रक्रियाओं में 2 के क्रम के एस्पेक्ट रेशों का होना काफी व्यावहारिक है इसका मतलब है अगर मोटाई t है तो चौड़ाई 2 बाय t हो सकती है इसलिए मोटाई से भी कम है आज हमारे पास यही है और सिर्फ लेयरिंग को देखने के लिए जैसे मैं कई परतों को दिखा रहा हूं जैसे कि आप सब्सट्रेट के बारे में सोचते हैं इसलिए मैं एक 180 नैनोमीटर प्रक्रिया का एक विशेष उदाहरण ले रहा हूं जो फिर से बहुत नया नहीं है लेकिन इससे हमें उन निहितार्थों को समझने में मदद मिलेगी जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं तो यहां कई धातु परतें हो सकती हैं मैं विशेष रूप से धातु की परतें दिखा रहा हूं कम से कम 6 धातु की परतें हो सकती हैं और भी अधिक हो सकती है इसलिए आमतौर पर जैसे ही धातु की परतें ऊपर जाती हैं सबसे कम धातु की परत जिसे हम M 1 फिर M 2 फिर M 3 फिर M 4 कहते हैं तो नियम यह है कि जब आप सब्सट्रेट की ओर कम होते हैं तो हम तारों को बहुत अधिक सटीक और पतले कर सकते हैं इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तार अधिक मोटे होते जाते हैं क्योंकि सतहों में अधिक अनियमितता होगी और उन पतली तारों को उच्चतर परतों पर रखना उतना विश्वसनीय नहीं होगा इसलिए जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तारों की चौड़ाई भी बढ़ती और बढ़ती जाती है तो पहली धातु की परत M1 आमतौर पर पतली और संकीर्ण होगी इसलिए इस तार का उपयोग ट्रांजिस्टर और उच्च घनत्व सेल्स आदि को जोड़ने के लिए किया जाएगा और उच्च स्तर के तार इंटरकनेक्शंस के लिए होंगे जैसे M2 से M4 3 परतें हैं वे M1 की तुलना में मोटा हैं और वे इंटरकनेक्शंस के लिए लंबे समय तक तारों के लिए चलाए जा सकते हैं और कहते हैं कि M5 और M6 और भी मोटे होंगे और वे आपकी बिजली की आपूर्ति और क्लॉक जैसे क्रिटिकल नेट को चलाने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यहाँ इस तालिका में आप इस 180 नैनोमीटर प्रक्रिया के विशिष्ट वैल्यू को देखते हैं तार की चौड़ाई w की मोटाई t और एस्पेक्ट रेशों भी क्या होगा तो आप इस पर वापस आते हैं s सिपरेशन है t मोटाई है और w चौड़ाई है तो यहां हम इन आंकड़ों को दिखाते हैं सिपरेशन चौड़ाई मोटाई और एस्पेक्ट रेशों इसलिए जैसा कि आप देख रहे हैं जैसे आप लेयर1 से लेयर 6 की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए तार मोटे और मोटे होते जा रहे हैं चौड़ाई बड़ी होती जा रही है सिपरेशन भी बढ़ रहा है इसलिए यदि आप सरल गणना करते हैं तो एस्पेक्ट रेशों 192 02 और 2 है लगभग 2 तो एस्पेक्ट रेशों 2 बना हुआ है इसके बाद वायर रेजिस्टेंस आता है अब ये वायर कुछ भी नहीं हैं बल्कि इस तरह के ठोस आयताकार ब्लॉक मोटाई लंबाई के साथ चौड़ाई के साथ हैं अब इस तरह के एक ब्लॉक के लिए आप जानते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर तक रजिस्टेंस इस तरह से एक समीकरण द्वारा दिया जाता है ρ निरंतरता कहा जाता है तो रजिस्टेंस l लंबाई के समानुपाती होगा यह मोटाई t के व्युत्क्रमानुपाती होगा और चौड़ाई w के व्युत्क्रमानुपाती भी होगा अब प्रति यूनिट मोटाई का रजिस्टेंस क्योंकि t आमतौर पर एक विशेष परत के लिए स्थिर है इसलिए t हम एक विशेष वैल्यू के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे R⧠ कहा जाता है तो हम जो कह रहे हैं कि यह R R⧠ lw के बराबर है तो R⧠ क्या इंगित करता है आप देखते हैं कि यदि l w के बराबर है तो R R⧠ के समान है तो आप क्या कह सकते हैं कि R⧠ क्या है R⧠ एक तार का रजिस्टेंस है जो एक वर्ग चौकोर शेप के तार के शेप में होता है क्योंकि एक वर्ग के शेप का तार l w के बराबर होगा इसलिए तार इस तरह दिखेगा l और w बराबर हैं ये मेरे 2 टर्मिनल हैं कहते हैं लंबाई बहुत है चौड़ाई भी समान है तो अच्छी तरह से इसका मतलब है जैसे यह वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्ग इस तरह है या इस तरह वर्ग बड़ा है तो जब तक l और w बराबर हैं तब तक इसका रजिस्टेंस मान समान होगा इसलिए इस समीकरण के अनुसार है यह हम R⧠ से मतलब है अब मान लीजिए मेरी लाइन कुछ इस तरह है लंबे समय तक जिसमें कई ऐसे छोटे बॉक्स होते हैं इसलिए टर्मिनलों के बीच रजिस्टेंस क्या होगा प्रत्येक बॉक्स में रजिस्टेंस R⧠ s होगा इसलिए इसमें 4 × R⧠ का रजिस्टेंस होगा तो एक तार के रजिस्टेंस का अनुमान लगाने का एक सरल तंत्र है आप बस सबसे छोटा वर्ग आकार का फीचर लेते हैं और गिनते हैं कि ऐसे कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं जैसे अगर किसी विशेष मामले में आपकी चौड़ाई w है तो w कुछ भी हो सकता है यह w है और आपकी लंबाई l है स्वाभाविक रूप से w l से कम है इसलिए यहां आप मान लेते हैं कि आपके पास w से आकार का एक वर्ग है कल्पना करें कि प्रत्येक वर्ग w बाय w है और कितने वर्ग संख्या वर्ग वर्गों की संख्या दी जाएगी lw द्वारा तो आपका रजिस्टेंस lw × R⧠ होगा जो इस समीकरण द्वारा दिया गया है ठीक है तो कैसे हो रजिस्टेंस वैल्यू का अनुमान लगाते है तो यह आरेख वास्तव में आपको बताता है की आप बस वर्गों की संख्या को गिनते हैं तो क्या आपका तार इस तरह का है या आप एक ही गुणक कारक द्वारा लंबाई और चौड़ाई के संदर्भ में तार बढ़ाते हैं चौड़ाई को दोगुना करें और लंबाई को भी दोगुना करें आपका रजिस्टेंस वैल्यू वही रहेगा यह विचार है इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं एक गेट को स्केलिंग अप या स्केलिंग डाउन कर रहा हूं तो मैं एक गेट को बड़ा या छोटा कर रहा हूं इसलिए तस्वीर में जो कॉन्सेप्ट आता है वह यह है चैनल एरिया डिफ्यूजन और पॉलीसिलिकॉन ओवरलैप एरिया जो बढ़ता या घटता है और बस यह देखते हुए कि कितने वर्ग हैं हम मूल रजिस्टेंस R वर्ग R⧠ के रजिस्टेंस के सटीक वैल्यू का अनुमान लगा सकते हैं इंटरकनेक्शंस के संदर्भ में इंटरकनेक्शंस को आमतौर पर धातु पर रखा जाता है इसलिए यहाँ पहले हमने इंटरकनेक्शंस के लिए एल्यूमीनियम का उपयोग किया था ये रजिस्टेंसकता हैं इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल्यूमीनियम में 28 माइक्रो ओम सेंटीमीटर की रजिस्टेंसकता है लेकिन सोना तांबा और चांदी जैसी सामग्री में बेहतर रजिस्टेंसकता है सोना महंगा है लेकिन तांबा सस्ता है लेकिन तांबा बेहतर है जिसे आप 17 कह सकते हैं चांदी तुलनीय है इसलिए आधुनिक प्रक्रियाएं वे आमतौर पर तांबे का उपयोग करते हैं लेकिन तांबे के साथ एक समस्या यह है कि तांबे के परमाणु सिलिकॉन में फैल जाते हैं जिससे ट्रांजिस्टर को नुकसान पहुंचता है इसलिए उचित देखभाल की जानी चाहिए ताकि एक डिफ्यूजन अवरोध पैदा हो और यह तांबे की परतें हैं जो कि डिफ्यूजन अवरोध से घिरी होनी चाहिए तो इन तकनीकों का उपयोग और अभ्यास किया जाता है ये विभिन्न परतों के लिए विशिष्ट रजिस्टेंस वैल्यू हैं जैसे मैंने विभिन्न धातु परतों के शीट रजिस्टेंस के बारे में बात की थी शीट रजिस्टेंस ओम प्रति बॉक्स है यह आपका मूल R बॉक्स है बॉक्स वैल्यू आप धातु 1 देखते हैं क्योंकि लाइनें संकरी हैं रजिस्टेंस 008 है लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं लाइनें मोटी होती जाती हैं इसलिए रजिस्टेंस मान 002 कम हो रहा है इसी तरह पॉलीसिलिकॉन धातु की तुलना में बहुत अधिक है 3 से 10 तक डिफ्यूजन में 3 से है अगर यह सिल्लीसेरेड है सिल्लीसेरेड बनाने का एक विशेष तरीका है लेकिन अगर कोई सिल्लीसेरेड नहीं है जो अधिक सरल है तो रजिस्टेंस वैल्यू बढ़ जाता है तो रजिस्टेंस मान इस तरह बदलता है इसलिए जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं आपके वैल्यू बदल रहे हैं और नीचे बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ रहे हैं तो एक और मुद्दा संपर्क रजिस्टेंस है जब भी आप यहाँ की तरह 2 परतों के बीच एक संपर्क चाहते हैं मैं लाल और नीले रंग के बीच संबंध दिखा रहा हूं लाल पॉलीसिलिकॉन का प्रतिनिधित्व करता है नीला धातु का प्रतिनिधित्व करता है आम तौर पर मुझे कट या संपर्क की आवश्यकता होती है अब प्रत्येक ऐसे संपर्क में आम तौर पर एक रजिस्टेंस वैल्यू होगा जो 2 से 20 ओम तक हो सकता है तो उच्च रजिस्टेंस अधिक से अधिक होना मतलब कुछ अन्य मुद्दों के लिए RC डिले का होगा इसलिए यदि मैं संपर्कों के रजिस्टेंस को कम करना चाहता हूं तो यह किया जाता है कि एकल संपर्क के बजाय आप कई छोटे संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि जहां 2 तार साथ साथ चल रहे हैं आपके पास कुछ छोटे इस विंडो में ये 8 संपर्क हो सकते हैं और इसी तरह जहाँ एक कोना है तो यहाँ आप देखते हैं कि वहाँ 16 4 बाय 4 संपर्क हैं परिणाम यह है कि इस संपर्क का नेट रजिस्टेंस वैल्यू कम होगा यह वही है जो आम तौर पर किया जाता है अब तार की कैपेसिटेंस की बात हो रही है इसलिए मान लीजिए कि मैं एक तार पर विचार करता हूं जो एक विशेष परत पर चल रहा है मैं एक साइड व्यू देख रहा हूं तो समान परत पर समानांतर में चलने वाले अन्य तार हो सकते हैं ऊपर की परत पर कुछ तार चल सकते हैं नीचे की परत पर कुछ तार चल सकते हैं इसलिए जब मैं कुल कैपेसिटिव प्रभाव के बारे में बात करता हूं तो इस आसन्न तारों के बीच कपसिटंस हो सकती है मैं इसे C समीपता कहता हूं दाएं पर एक है बाईं तरफ एक है इसलिए योगदान दो बार है ऊपर की परत C शीर्ष और C तल पर रेखा के साथ कपसिटंस है इसलिए कुल रजिस्टेंस या कुल कपसिटंस जो कि यह तार अनुभव करेगा C होगा इसलिए जब आप एक अच्छा अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमें इस पर गौर करना होगा अब यही कारण है कि आसन्न परत के तार एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल हैं C टॉप और C बॉटम के वैल्यू को कम करना है यदि वे पूरी तरह से समानांतर चल रहे हैं तो कपसिटंस वैल्यू सभी उच्चतर होगा इसीलिए उन्हें ऑर्थोगोनल बनाया जाता है तो एक समानांतर प्लेट कैपेसिटर का कपसिटंस मान यदि आप याद करें इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है जहां ε मध्यम का डाईइलेक्ट्रिक स्थिरांक है A प्लेटों का एरिया है और d सिपरेशन है तो अधिक से अधिक ओवरलैप अधिक से अधिक एरिया है उच्च कपसिटंस होगी तारों या प्लेटों के बीच की दूरी अधिक होगी कम क्षमता होगी तो यह वही है जो हम आम तौर पर करते हैं और ε मोड़ में कुछ पैरामीटर k द्वारा फ्री स्पेस के डाईइलेक्ट्रिक स्थिरांक द्वारा गुणा किया जाता है यह ε0 है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए k का मान सामान्यतया 39 है तो इस k की वैल्यू कम करें यह एप्सिलॉन छोटा होगा इसलिए कैपेसिटिव प्रभाव छोटा होगा इसलिए आजकल हम कुछ ऐसी सामग्री का उपयोग करने की कोशिश करते हैं जिसका वैल्यू कम हो तो इसका उपयोग किया जाता है इसका मतलब है कि समानांतर प्लेट कैपेसिटेंस पहले से ही है मैंने परतों के कपसिटंस का उल्लेख किया है यह ब्लॉक ठोस ब्लॉक जिसे काला दिखाया गया है यह कपैसिटर की एक प्लेट का प्रतिनिधित्व करता है तो ऊपर और नीचे परतें हो सकती हैं जो एक कपसिटंस बनाती हैं अब आमतौर पर वायरिंग कैपेसिटेंस वैल्यू भी यहां दिखाए जाते हैं सब्सट्रेट करने के लिए पॉलीसिलिकॉन यह माइक्रोमीटर स्क्वायर माइक्रोन स्क्वायर द्वारा फीमेलो फैराड है 0058 धातु 1 सब्सट्रेट से कम है धातु 2 भी कम है धातु 3 कम है लेकिन सब्सट्रेट में डिफ्यूजन परतों के बीच यह काफी अधिक है जैसा कि आप देख सकते हैं 036 और 046 ये आंकड़े इतनी पुरानी प्रक्रिया एक माइक्रोन CMOS प्रक्रिया के लिए हैं लेकिन जैसा कि प्रौद्योगिकी ने वैल्यूज को कम कर दिया है सापेक्ष वैल्यूज अभी भी समान हैं यह डिफ्यूजन कपसिटंस हावी है और यह ग्राफ वास्तव में आपको इस दूसरी धातु परत M 2 के लिए दिखाता है इसलिए तारों की चौड़ाई के साथ कपसिटंस वैल्यू कैसे बदलता है तो इस तरफ मैं कपसिटंस दिखाता हूं और यह चौड़ाई है और ये जो अलग अलग प्लॉट दिखाए गए हैं वे अलग अलग पिच का मतलब है सिपरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए यदि तारों को व्यापक रूप से अलग किया जाता है तो यहां बताएं कि सबसे बड़ा डॉट अनंत के बराबर दिखाता है यहां कैपेसिटेंस कम से कम है लेकिन जैसे जैसे तार करीब होते जा रहे हैं और कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ती जा रही है तो यह सामान्य प्रवृत्ति सभी परतों के लिए है तो मैंने आपको यह आरेख यह विचार देने के लिए सिर्फ यह आरेख दिखाया है इसलिए इसके साथ हम व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले व्याख्यान में हम इस इंटरकनेक्ट मॉडलिंग पर कुछ और मुद्दों के साथ जारी रहेंगे